अब हम मेष विश्लेषण पर इकाई 9 और 10 पर सत्रीय कार्य के समाधान पर चर्चा करेंगे तो पहला सवाल इस विशेष सर्किट के लिए मेष विश्लेषण समीकरण स्थापित करना है और इसलिए इस मामले में हमारे पास केवल प्रतिरोधक और वोल्टेज स्रोत हैं इसलिए यह जाल विश्लेषण के लिए सबसे आसान मामला है हमारे पास तीन मेश होंगे जो आपको पहले से दिए गए हैं I 1 I 2 I 3 मेष धाराएं पहले ही दी जा चुकी हैं और यह पहला गुणांक यहां इस जाल में सभी प्रतिरोधों का योग है जो 2 किलो Ω 1 किलो Ω है 2 किलो Ω जो 5 किलो Ω है यह प्रविष्टि मेष 1 और मेष 2 के लिए सामान्य प्रतिरोध का ऋणात्मक है जो कि 2 किलो Ω है 2 किलो Ω और अंत में यह प्रविष्टि मेष 1 और 3 के लिए सामान्य प्रतिरोध है और ऐसा कोई प्रतिरोधी नहीं है इसलिए यह 0 है और दूसरा मेष कुल प्रतिरोध 5 किलो Ω है जो यहां विकर्ण के साथ दिखाई देता है तो यह प्रविष्टि नकारात्मक है मेष 1 और 2 के लिए सामान्य प्रतिरोध का जो कि यह 2 किलो Ω है इसलिए हमारे पास 2 किलो Ω है और यह प्रविष्टि इस और उस मेष के प्रतिरोध का ऋणात्मक है जो फिर से 2 किलो Ω है अंत में तीसरे मेष के लिए कुल प्रतिरोध 5 किलो है जो यहां विकर्ण के साथ दिखाई देता है तो हमारे पास 2 किलो Ω है जो कि 2 और 3 के लिए सामान्य है और 1 और 3 के लिए कुछ भी सामान्य नहीं है वैसे भी सममित द्वारा हम इन्हें पहले ही भर चुके हैं इसलिए हम इन्हें भर सकते हैं और दाईं ओर हमारे पास प्रत्येक मेष में कुल वोल्टेज वृद्धि होगी और वह पहली मेष में है यदि आप इस दिशा को देखते हैं तो हमारे पास 17 की वोल्टेज वृद्धि है वोल्टेज ड्रॉप 34 का तो हमारे पास होगा 17 वोल्ट दूसरा मेष वोल्टेज 34 का वोल्टेज 68 का गिर जाएगा तो 34 वोल्ट की शुद्ध वोल्टेज गिरावट और 68 की तीसरी एक वोल्टेज वृद्धि136 की वोल्टेज गिरावट इसलिए कुल वोल्टेज वृद्धि 68 वोल्ट किसी भी स्थिति में इसमें आपसे जो पूछा जाता है वह प्रतिरोध मैट्रिक्स है जो यहां दिया गया है आपको इकाइयों को छोड़ देना चाहिए और केवल संख्यात्मक मान किलो में दर्ज करना चाहिए जो कि 5 2 0 2 5 2 और है 0 2 5 तो यही उत्तर है अब अगले प्रश्न में यह वही परिपथ है और आपसे वोल्टता V x ज्ञात करने के लिए कहा गया है वोल्टेज Vx यह एक है जिसका अर्थ है कि मूल रूप से जो कुछ भी हमने पहले सेट किया था उसे हमें हल करना होगा तो इसमें हमें V x ज्ञात करना है इसलिए हमें इसे हल करना है तो पहले करंट वेक्टर को परिभाषित करें जो मूल रूप से है और वैसे यहां प्रविष्टियों में किलो की इकाइयाँ थीं इसलिए व्युत्क्रम में मिलिसिएमेंस की इकाइयाँ हैं तो मैं पूरी चीज़ को 1 मिलीसेमेन से गुणा करूँगा और इसे स्रोत वेक्टर से गुणा करना होगा जो था 17 वोल्ट 34 वोल्ट और 68 वोल्ट और अगर आप ऐसा करते हैं तो जवाब सामने आता है 114 मिलीएम्प 2 मिलीएम्प और 216 मिलीएम्प अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह V x I 2 × 1 किलोΩ है I 2 इस रोकनेवाला के माध्यम से बहने वाली धारा है जो केवल मेष संख्या 2 से संबंधित है और इसका प्रतिरोध 1 किलो Ω है और I 2 हम देखते हैं 2 मिली एम्पीयर तो Vx है 2 मिली एम्पीयर × 1 किलोΩ 2 वोल्ट और आप देख सकते हैं कि 2 वोल्ट सही उत्तर है अब फिर से एक और सवाल है जहां आपको मेष विश्लेषण समीकरण स्थापित करना है और पहले से एकमात्र अंतर यह है कि पहले हमारे पास केवल वोल्टेज स्रोत स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत और प्रतिरोधक थे अब हमारे पास स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत एक करंट निर्भर वोल्टेज स्रोत और प्रतिरोधक हैं तो अब यहाँ यह धारा 1 किलो Ω × I x है और I x उस दिशा में परिभाषित है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस शाखा में I x i 3 i 2 I x ऊपर की ओर बह रहा है और यह i 3 के बराबर है जिसे ऊपर की ओर बहने के लिए परिभाषित किया गया है और i 2 जो नीचे की ओर बह रहा है तो अनिवार्य रूप से यहां हमारे पास एक अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप है जो 1 किलो × i 3 i 2 है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप है तो अब हमारे पास i 3 और i 2 है इसलिए यदि हम इसे छोड़कर इस मेष को देखते हैं तो हमें कुछ प्रतिरोध मिलेंगे और यदि हम इसे शामिल करते हैं तो उन धाराओं के गुणांक i 3 और i 2 को संशोधित किया जाएगा यानी अगर आप यहां मेष समीकरण लिखते हैं तो हमें i 1 × 3 किलो Ω मिलेगा जो कि इस मेष में कुल प्रतिरोध है और हमारे पास 1 किलो Ω है इस प्रतिरोध के कारण जो मेष 1 और 2 के लिए सामान्य है और मेष 1 और 3 के लिए कुछ भी सामान्य नहीं है यह कुल वोल्टेज वृद्धि के बराबर होगा जो आधा वोल्ट है जो वोल्टेज वृद्धि है एक वोल्टेज ड्रॉप जो कि एक 1 किलो Ω × i 3 i 2 है अब निश्चित रूप से यह भी एक अज्ञात है तो यह दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होता है कि पहले समीकरण में दाहिने हाथ की ओर स्रोत वेक्टर यह 05 वोल्ट होगा जो स्वतंत्र स्रोत के कारण होता है और बाईं ओर i 1 का गुणांक है 3 किलो Ω i 2 का गुणांक है 1 किलो Ω और 1 किलो Ω वहाँ से जो 2 किलो Ω है अंत में यह मूल रूप से 1 किलो Ω × i 3 होता है जब आप इसे दूसरी तरफ स्थानांतरित करते हैं और इसी तरह यदि आप दूसरी पंक्ति को देखते हैं तो मैं पहले पारंपरिक शब्द लिखूंगा जो मूल रूप से कुल जाल प्रतिरोध 3 किलो Ω हैं जो यहां दिखाई देता है और 1 और 2 मेष के लिए सामान्य प्रतिरोध जो 1 किलो Ω है जो वहां दिखाई देता है और मेष 2 और 3 के लिए सामान्य दूरी जो फिर से 1 किलो Ω है जो वहां पर दिखाई देती है लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे पास 1 किलो Ω× i 3 i 2 की वोल्टेज वृद्धि भी है बाईं ओर हम वोल्टेज ड्रॉप्स की गणना करते हैं जिससे कि i 2 के लिए 1 किलो Ω और i 3 के लिए 1 किलो Ω हो जाता है और दाहिने हाथ की ओर हमारे पास स्वतंत्र वोल्टेज वृद्धि है जो 2 वोल्ट के बराबर है क्योंकि हमारे पास 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है तो अब निश्चित रूप से हमें इन्हें जोड़ना होगा यह एक के रूप में रहता है 1 किलो Ω यह 4 किलो Ω हो जाता है और यह हो जाता है 2 किलो Ω अंत में तीसरा मेष पारंपरिक है क्योंकि हमारे पास केवल वोल्टेज स्रोत और प्रतिरोधक हैं तो 3 किलो का कुल मेष प्रतिरोध यहां दिखाई देता है और जो कुछ भी 2 और 3 मेष के लिए सामान्य है वह यहां एक नकारात्मक संकेत के साथ दिखाई देता है और जो कुछ भी मेष 1 और 3 के लिए सामान्य है जो वास्तव में कुछ भी नहीं है वहां दिखाई देता है और दायीं तरफ हमारे पास बढ़ा हुआ कुल वोल्टेज है जो 2 वोल्ट 4 वोल्ट है जो कि 2 वोल्ट है इसलिए यदि आप केवल प्रतिरोध मैट्रिक्स को देखें तो यह भाग पहली पंक्ति में 3 2 1 होगा दूसरी पंक्ति में 1 4 2 तीसरी पंक्ति में 0 1 3 और इसमें किलो Ω की इकाइयाँ हैं और उत्तर में आपको संख्यात्मक मानों को किलो Ω में पूरा करना होगा फिर से आपको कुछ V x दिया जाता है जो यहाँ पर है आप सबसे पहले देख सकते हैं कि V x कुछ भी नहीं है लेकिन i 1 × 1 किलो Ω है इसलिए यदि आप i 1 पाते हैं तो आप इसे एक अलग समस्या के रूप में मानते हैं और जो भी सर्किट विश्लेषण विधि चाहते हैं उसका उपयोग करना और उत्तर ढूंढना संभव है लेकिन यदि आप पहले से ही मेश इक्वेशन सेट कर चुके हैं और इस असाइनमेंट का मकसद मेश एनालिसिस सीखने का है तो आप मेश एनालिसिस इक्वेशन्स को हल कर सकते हैं और न केवल i 1 बल्कि सभी मेश करंट का पता लगा सकते हैं हम जानते हैं कि i 1 i 2 i 3 मूल रूप से 3 2 1 1 4 2 0 1 3 मिलीसीमेंस की इकाइयों के साथ उलटा है यह मैट्रिक्स प्रतिरोध मैट्रिक्स किलो की इकाइयों के रूप में है इसके व्युत्क्रम में मिलिसिएमेंस की इकाइयाँ होंगी × स्रोत वेक्टर जो हमने देखा वह आधा वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट था और यदि आप i 1 i 2 i 3 की गणना करते हैं तो यह निकला 02 मिलीएम्प्स 106 मिलीएम्प्स और 102 मिलीएम्प्स पाठ्यक्रम की हमारी गणना के लिए हमें केवल 1 की आवश्यकता है इसलिए Vx मैं I 2 × 1 किलो है जो है 02 वोल्ट और वही यहाँ दिया गया है इसलिए V x का सही उत्तर है 02 वोल्ट अब इन समाधानों के साथ अर्थात् i 1 i 2 और i 3 के मान को जानकर आप परिपथ में किसी भी चर की गणना कर सकते हैं अब अगली समस्या पर आकर आपके पास एक सर्किट है आप 2 बिंदु वोल्टेज स्रोतों द्वारा दी गई शक्ति के लिए कहते हैं अब चूंकि उत्तर के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है आप फिर से जा सकते हैं और इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं इस असाइनमेंट का पूरा मकसद मेष विश्लेषण सीखना है इसलिए मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं अब इन सर्किटों में यदि आप देखते हैं कि हमारे पास प्रतिरोधक स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत और एक स्वतंत्र वर्तमान स्रोत है तो हमें इस सुपर मेष अवधारणा का उपयोग करना होगा तो मान लें कि यह मैं 1 है यह मैं 2 है यह मैं 3 है ये तीन मेष धाराएं हैं क्योंकि अब शाखा है एक स्वतंत्र करंट स्रोत के साथ हमें इसके चारों ओर एक सुपर मेष बनाना होगा और KVL समीकरण को सही करना होगा सुपर मेष के आसपास तो पहले नियमित मेष के लिए समीकरण पहले मेष में कुल प्रतिरोध है जो कि 3 किलो Ω प्रतिरोध है जो मेष 1 और 2 के लिए सामान्य है जो कि 1 किलो Ω है तो ऐसा प्रतीत होता है 1 वहाँ और 1 और 3 को जोड़ने के लिए कोई प्रतिरोध सामान्य नहीं है इसलिए 0 वहाँ पर दाईं ओर हमारे पास कुल वोल्टेज वृद्धि है जो 11 22 है जो कि 11 वोल्ट है और दूसरी बात हमें सुपर मेष समीकरण लिखना है और सुपरमेश समीकरण में i 2 इन दो प्रतिरोधों के माध्यम से बह रहा है इसलिए कुल 2 किलो Ω है और i 3 सुपर मेष में इन दो प्रतिरोधों से बह रहा है इसलिए वह भी है 2 किलो Ω और अंत में i 1 इस प्रतिरोधक से विपरीत दिशा में बह रहा है जिसका उपयोग हम सुपर मेष को पार करने के लिए करते हैं इसलिए i 1 का गुणांक है 1 किलो Ω दूसरे शब्दों में 1 किलो सुपर मेष और कुछ अन्य मेष के लिए सामान्य प्रतिरोध है और सुपर मेष में कुल वोल्टेज वृद्धि 22 88 वोल्ट है इसलिए यहां गलती है कि यह 88 वोल्ट होना चाहिए तो हमारे पास वहाँ पर 66 वोल्ट 22 88 है जब अंत में हमारे पास सुपर मेष में धाराओं के बीच संबंध लिखते हैं तो हम जानते हैं कि इस शाखा में करंट मेष धाराओं के संदर्भ में i 2 i 3 है तो यहाँ यह करंट i 2 i 3 है और हम जानते हैं कि इसका मूल्य क्या है जो इस स्वतंत्र करंट सोर्स के बराबर है जो कि 11 मिली एम्पीयर है तो तीसरा समीकरण केवल इस तथ्य को बताता है किi 2 i 3 11 मिली एम्पीयर में प्रविष्टि तथाकथित प्रतिरोध मैट्रिक्स में प्रतिरोध और आयामी स्थिरांक दोनों हैं और स्रोत वेक्टर या दोनों वोल्टेज में प्रवेश और धाराएं आप इसके द्वारा दी गई शक्ति को कैसे पाते हैं तो इन 22 वोल्ट स्रोतों द्वारा दी गई शक्ति 22 वोल्ट × उस दिशा में बहने वाली धारा है जो निष्क्रिय संकेत सम्मेलन के विपरीत है दूसरी ओर यदि आप इस V और उस दिशा में बहने वाली धारा को लेते हैं और दोनों को गुणा करते हैं तो 22 वोल्ट में बिजली नष्ट हो जाएगी तो अब आप देख सकते हैं कि जो धारा ऊपर की ओर बह रही है वह और कुछ नहीं है I 2 1 1 इन शाखाओं में धारा I 2 I 1 ऊपर की ओर बह रही है तो बिजली का अपव्यय i 2 i 1 × वोल्टेज स्रोत का वोल्टेज है जो 22 वोल्ट है अब ऐसा करने के लिए हम मेश विश्लेषण सेट अप से i 1 i 2 i 3 के लिए हल कर सकते हैं तो समाधान वेक्टर i 1 i 2 i 3 निकला 08 मिली एम्पीयर 13 मिली एम्पीयर और 24 मिली एम्पीयर तो I 2 I 2 13 का 08 है इसलिए यहां यह शब्द है 05 मिली एम्पीयर इसलिए यह बराबर है 05 मिली एम्पीयर × 22 वोल्ट जो वास्तव में 11 मिली वाट है तो यह पता चला है कि यह 22 वोल्ट वोल्टेज स्रोत वास्तव में शक्ति को समाप्त कर रहा है यह 11 मिली वाट का क्षय कर रहा है और क्योंकि हमने उत्पन्न शक्ति की गणना की है यह हमारे पास आई 11 मिली वाट और यही उत्तर वहां दिखाया गया है अगले प्रश्न में आपको कुछ परिपथ दिए गए हैं इसलिए इस m में केवल प्रतिरोधक हैं इसका मतलब कुछ है जिसका पहले से ही मतलब है और कुछ दो स्रोत हैं अब इस संदर्भ में केवल प्रतिरोधों से युक्त नेटवर्क का अर्थ है कि पूरा नेटवर्क दो स्वतंत्र स्रोतों i 1 और V 2 के साथ रैखिक है तो इसका मतलब है कि सर्किट में कहीं भी कोई भी शाखा चर या तो m या इनमें से होगा फॉर्म कुछ आनुपातिकता स्थिरांक α 1 × i 1 कुछ अन्य आनुपातिकता स्थिरांक α 2 × V 2 α 1 और α 2 के अलग अलग आयाम हैं लेकिन यह प्रासंगिक नहीं है बात यह है कि इसे इस तरह व्यक्त किया जा सकता है इसी प्रकार आप कोई अन्य चर लेते हैं मान लीजिए I x है यह कुछ𝛽 1 × i 1 कुछ अन्य 𝛽 2 × V 2 होगा क्योंकि हमारे पास केवल दो स्वतंत्र स्रोत हैं और शेष सर्किट रैखिक है सर्किट में प्रत्येक चर या तो वोल्टेज या करंट i 1 और V 2 का एक रैखिक संयोजन है अब आपको कुछ शर्तें दी गई हैं I x 1 मिली एम्पीयर है i 1 2 मिली एम्पीयर है और V 2 है 5 वोल्ट और V x है 6 वोल्ट है I1 8 मिली एम्पीयर है और V 2 है 10 वोल्ट यहां सबसे पहले हमारे पास 4 चर 1 α 2 1 और 𝛽 2 हैं इसलिए हमें इन चीजों को निर्धारित करना होगा अब हम यह भी जानते हैं कि I x V x को 2 किलो Ω से विभाजित किया जाता है यानी यहां की परिभाषाओं से या V x I x × 2 किलो Ω है तो अब उस स्थिति में हम एक साथ दो समीकरण स्थापित कर सकते हैं यानी मैं इसे भी I x में परिवर्तित करता हूं या मैं इसे भी V x में परिवर्तित करता हूं तो मुझे पहला मामला ही लेने दें I x 1 मिलीएम्प है जिसका अर्थ है कि V x 1 मिली एम्पीयर × 2 किलो Ω है जो कि 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट जब I1 2 मिली एम्पीयर है जो कि α 1 × 2 मिली एम्पीयर α 2 × V 2 है जो कि 5 वोल्ट है यह वहां दी गई स्थिति के अनुरूप है जो कहता है कि ix 1 मिली एम्पीयर है मुझे पता है कि अगर I x 1 मिली एम्पीयर है तो V x 2 वोल्ट होगा क्योंकि वह 1 मिली एम्पीयर 2 किलो Ω रेसिस्टर के लिए होता है और V x इसके आर पार मापा जाता है और V x 6 वोल्ट यानी 6 α 1 × i 1 8 मिलीएम्प्स α 2 होता है जो कि 10 वोल्ट होता है तो इन दोनों के लिए हल करके हम α 1 और α 2 को ठीक कर सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको α 1 से 05 किलो मिलेगा इसका आयामी किलो Ω है क्योंकि यह वोल्टेज को परिणामित करने के लिए प्रवाह को गुणा करता है और α 2 है 02 और यह आयाम रहित है क्योंकि यह आपके वोल्टेज को देने के लिए वोल्टेज को गुणा करता है यदि आप इन्हें दिए गए मानों के लिए प्रतिस्थापित करते हैं I 2 6 मिली एम्पीयर है और V 2 15 वोल्ट है तो आपको यह V x मिलेगा जो कि 2 किलो Ω रोकनेवाला के पार आधा किलो Ω × 6 मिलीएम्प 02 × 15 वोल्ट है जो कि ठीक 0 है तो यह पता चलता है कि 1 I 2 6 मिली एम्पीयर है इसलिए V 2 15 वोल्ट है यह इस पार वोल्टेज 2 किलो Ω ठीक 0 और जाहिर है कोई शक्ति समाप्त नहीं होती है और 2 किलो Ω प्रतिरोधी होता है तो वहां पर यही उत्तर है जो 0 है अगले प्रश्न में आप निश्चित रूप से 5 वोल्ट स्रोत के योगदान को x के रूप में खोजने के लिए कहते हैं यह शुरू में इस 20 वोल्ट और 40 वोल्ट स्रोत को 0 के रूप में सेट करके कई तरह से किया जा सकता है फिर से सीखने की भावना में मेष विश्लेषण I मैं मेष विश्लेषण का उपयोग जारी रखने जा रहा हूं तो इस मामले में हमारे पास स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत प्रतिरोधों और प्रवाह नियंत्रण वोल्टेज स्रोत के साथ एक सर्किट है अब यदि आप सर्किट की तुलना उस सर्किट से करते हैं जिसे हमने पहले देखा था तो आप बिल्कुल वही देखते हैं सिवाय इसके कि इन वोल्टेज स्रोतों के मान अब भिन्न हैं तो इसका मतलब है कि मूल रूप से प्रतिरोध मैट्रिक्स बिल्कुल वही रहेगा दाहिने हाथ स्रोत वेक्टर अलग होगा तो यह जो प्रतिरोध मैट्रिक्स निकलता है वह ठीक वैसा ही है जैसा कि पहले की समस्या में था मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि कौन सा है और यह समस्या संख्या 3 है और यह प्रतिरोध मैट्रिक्स है दाईं ओर हमारे पास पहले मेष में वोल्टेज वृद्धि है जो कि 5 वोल्ट है दूसरे मेष में वोल्टेज वृद्धि है जो है 20 वोल्ट और तीसरे मेष में वोल्टेज वृद्धि जो 20 40 वोल्ट है इसलिए मेरे पास फिर से है 20 वोल्ट अब हमें V x खोजना है और V x पूरी तरह से नहीं बल्कि केवल 5 वोल्ट का योगदान है और हम जानते हैं कि V x i 1 है इसलिए मैं मेष धाराओं को चिह्नित नहीं करता i 1 i 2 i 3 तीन मेष धाराएँ हैं और V x I 2 × 1 किलो है इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो i 1 i 2 i 3 इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम होगा जो 2 बटा 5 1 बटा 5 0 3 बटा 25 9 बटा 25 1 बटा 5 और 1 बटा 25 3 बटा 25 होता है और 2 बटा 5 मिलीसीमेंस × स्रोत वेक्टर की इकाइयों के साथ जो 5 वोल्ट 20 वोल्ट और 20 वोल्ट है हमें केवल 5 वोल्ट स्रोत के योगदान को खोजने की आवश्यकता है इसलिए हम इन दोनों को 0 सेट कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि i 1 बस यही संख्या है यहाँ 2 गुणा 5 × 5 वोल्ट और × 1 मिलीसीमेंस तो I 1 केवल पांच वोल्ट स्रोत के कारण 2 मिलीएम्प है यह इस संख्या और उस संख्या का गुणनफल है तो V x जो कि I1 × 1 किलो Ω है 2 मिलीएम्प से 1 किलो Ω है तो 5 वोल्ट स्रोत के कारण V x अपने आप में 2 वोल्ट है जो इस 2 मिलीएम्प और 1 किलो Ω का उत्पाद है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सही उत्तर है यदि आप अगली समस्या पर जाते हैं तो आपको कुछ सर्किट दिया जाता है और ए और बी के बीच इस पूरी योजना को बदलने के लिए कहा जाता है जिसमें एक प्रतिरोध और एक वोल्टेज स्रोत और करंट स्रोत के साथ श्रृंखला शामिल होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें आपके पास जो कुछ भी है वह शामिल है यदि आपके पास शाखा है तो शाखा को चालू करें और आपको करंट स्रोत का उपयोग करना होगा जिसका मूल्य वह धारा अब अनिवार्य रूप से क्योंकि यह करंट स्रोत जिसके साथ हमें इस प्रवाह को नीचे से ऊपर की ओर बदलना है हमें उस तरह से बहने वाली धारा को खोजना होगा और मुझे इसे I x कहना होगा इसलिए मूल्य ix का करंट स्रोत काम करेगा इसी तरह जब आप एक वोल्टेज स्रोत के साथ स्थानापन्न करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना होगा कि इस शाखा में वास्तव में क्या है आपको बस इतना करना है कि यह वोल्टेज मिल जाए हम इसे वी एक्स कहते हैं यदि आप वोल्टेज स्रोत का उपयोग करते हैं मान V x इस प्रकार यह कार्य करेगा अब फिर से आप इसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी कर सकते हैं मैं मेष विश्लेषण का उपयोग करना जारी रखूंगा तो अब इस मामले में हमारे पास एक स्वतंत्र धारा स्रोत है इसलिए हमें इन दो मेष के चारों ओर एक सुपर मेष का उपयोग करना होगा इस तरह मैं i 1 i 2 और i 3 को परिभाषित करता हूं वैसे लगता है कि यहां फिर से कोई गलती हो गई है यह 11 मिली एम्पीयर है और यह 88 वोल्ट है मेरी कॉपी में असाइनमेंट में जो सही किया गया है वह सही नहीं है तो पहले जाल के लिए समीकरण का कुल प्रतिरोध 300 Ω होगा यहाँ मेष 1 और 2 के बीच सामान्य प्रतिरोध है जो कि वहाँ पर 100 Ω है और यह तीन मेष 1 और 3 के बीच कुछ भी सामान्य नहीं है तो यह 0 i 1 i 2 और i 3 होगा और सुपर मेश के लिए i 2 को इन दो प्रतिरोधों से गुणा किया जाता है तो यानी 200 Ω i 3 को इन 2 प्रतिरोधों से गुणा किया जाता है जो कुल 200 Ω भी है और यह मूल रूप से सुपर मेश और मेश नंबर 1 के लिए सामान्य प्रतिरोध है जो 100 Ω है इसलिए हमें मिलता है 100 Ω वहां पर और अंत में यदि आप अंतिम समीकरण को देखें जो कि इस वर्तमान स्रोत के लिए है तो इस शाखा में करंट i 2 i 3 है और यह 11 मिली एम्पीयर के बराबर होना चाहिए इसलिए i 2 i 3 11 मिली एम्पीयर है अन्य दो प्रविष्टियाँ पहले जाल में वोल्टेज वृद्धि होगी जो 11 वोल्ट 22 वोल्ट 11 वोल्ट है और सुपर मेष में वोल्टेज वृद्धि जो 22 वोल्ट 88 वोल्ट है जो कि 66 वोल्ट है और अगर आप इसके लिए हल करते हैं तो आपको i 1 i 2 और i 3 मिलेगा आप मैट्रिक्स को उल्टा कर देंगे और आप इसके लिए हल करेंगे और यह निकलेगा 8 मिलीएम्प्स 13 मिली एम्प्स और 24 मिली एम्प्स और यह समझ में आता है क्योंकि I 2 i 3 जो कि करंट में प्रवाहित होने वाला शब्द है 11 मिलीएम्प्स है अब हमारे मामले में हमें करंट I x का पता लगाना है और यह I x और कुछ नहीं है i 2 i 1 जो कि 13 8 है जो कि 5 मिलीएम्प्स है इसलिए यदि आप इस दिशा में दिखाए गए करंट स्रोत के साथ नीले रंग में दिखाई गई इस शाखा को उप उपयुक्त करते हैं तो इसे 5 मिलीमीटर के साथ उप उपयुक्त होना चाहिए और यही उत्तर है अब अगला प्रश्न उसी शाखा के लिए एक वोल्टेज स्रोत द्वारा उप उपयुक्त होने के लिए कहा गया तो हमें इन दो बिंदुओं के आर पार वोल्टता V x ज्ञात करना है हम जानते हैं कि इस दिशा में 100 प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप i 1 i 2 × 100 और I 1 और I 2 5 मिलीएम्प्स है तो यह 500 मिलीवोल्ट या आधा वोल्ट है और ये वोल्टेज 22 हैं इसलिए कुल 22 05 वोल्ट है जो 27 वोल्ट है इसलिए 5 मिलीएम्प्स के करंट स्रोत में प्रतिस्थापित करने के बजाय हम वोल्टेज स्रोत को 27 वोल्ट की इस ध्रुवता में भी स्थानापन्न कर सकते हैं और वह है हमारे पास वहाँ है ताकि असाइनमेंट 5 का ध्यान रखा जा सके